नमस्कार विद्यार्थियों पिछली कक्षा में हमने समतल सतह विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने दो और परिणामों पर भी चर्चा की कि अगर आपके पास क्षेत्र R में समतल सतह हैफिर क्षेत्र R के सभी बिंदुओं पर केवल एक ही समतल सतह होगी और वह क्षेत्र R में से गुजरेगी और हमने एक और परिणाम भी देखा के किसी फंक्शन का ग्रेडिएंट सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर परपेंडिकुलर होता है तो अब हमारे पास दो आधार परिणाम है तो आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे तोआज हम इसकी औपचारिक परिभाषा के बारे में जानेंगे तोअदिश फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव की औपचारिक परिभाषा कुछ इस प्रकार है मान लीजिए 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 क्षेत्र R में एक अदिश क्षेत्र है और मान लीजिए P इस क्षेत्र में कोई बिंदु है और मान लीजिए Q एक बिंदु है इस क्षेत्र में बिंदु P के पड़ोस में दिए हुए इकाई सदिश 𝑎̂ की दिशा में तो हमेशा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की गणना करने से पहले उसके इकाई सदिश का पता होना बहुत ही आवश्यक है फिरअगर lim 𝑄→𝑃 𝑓𝑄−𝑓𝑃 𝑃𝑄 यह मौजूद है तो इसे f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में कहते हैं तो मूल रूप से आपके पास सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 पर एक बिंदु P है जोकि क्षेत्र R में बिंदु C तक जाता है और फिर हमारे पास एक और बिंदु है मान लीजिए Q जो बिंदु P के पड़ोस में है तो जब बिंदु Q बिंदु P के निकट पहुँचता है तब अगर इसकी लिमिट मौजूद हो तो इसकी लिमिट को ही असल में इकाई सदिश 𝑎̂ की दिशा में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं तो यह बिंदु Q जो हमने चुना था वह ना केवल बिंदु P के पड़ोस में है बल्कि इकाई सदिश 𝑎̂ की दिशा में भी है तो यह बिंदु इकाई सदिश 𝑎̂ की दिशा में है और फिर हम इसकी लिमिट को ज्ञात करेंगे और अगर इसकी लिमिट मौजूद है तो हम कहेंगे यही लिमिट फंक्शन f का बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है तो मूल रूप से इसका भौतिक मतलब या इसकी व्याख्या क्या है हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की व्याख्या लिख सकते हैं तो मैं इसको DD लिख सकता हूं तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है मान लीजिए एक बिंदु P 𝑥 𝑦 𝑧 कोई एक बिंदु है और Q 𝑥 𝛿𝑥 𝑦 𝛿𝑦 𝑧 𝛿𝑧 कोई एक और बिंदु है और मान लीजिएPQ एक छोटी चापलंब है जिसकी लंबाई 𝛿𝑠 है तोयह एक बहुत ही छोटी चापलंब है और हमने माना है इसकी लंबाई 𝛿𝑠 है तो मान लीजिए 𝑃𝑄 𝛿𝑠 फिर 𝛿𝑠 P पर 𝑎̂ की दिशा में एक छोटा तत्व है और अगर 𝛿𝑓 𝑓𝑥 𝛿𝑥 𝑦 𝛿𝑦 𝑧 𝛿𝑧 − 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 तो यह हमारा बिंदु Q है यह हमारा बिंदु P है तो 𝛿𝑓 𝑓𝑥 𝛿𝑥 𝑦 𝛿𝑦 𝑧 𝛿𝑧 − 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑓𝑄 − 𝑓𝑃 फिर 𝜕𝑓 𝜕𝑠 f की 𝑎̂ की दिशा में औसत परिवर्तन दर प्रति यूनिट की दूरी को दर्शाता है और अब f का बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मूल रूप से lim 𝑄→𝑃 𝑓𝑄−𝑓𝑃𝑃𝑄 lim 𝑄→𝑃 और 𝛿𝑠→0 𝜕𝑓𝜕𝑠 𝑑𝑓𝑑𝑠 है तो यह और कुछ नहीं सिर्फ हमारा 𝑑𝑓𝑑𝑠 है क्योंकि जब 𝛿𝑠 → 0 यह पूरी चीज 𝑑𝑓𝑑𝑠 को एकाग्र हो जाती है और इसलिए यह मूल रूप से f की बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में औसत परिवर्तन दर है दूरी के संदर्भ से जोकि एक यूनिट सदिश है तो इसका भौतिक तौर पर क्या मतलब निकलता है यही कि हमारे पास सतह 𝑓𝑥𝑦 𝑧 𝑐 पर दो पड़ोसी बिंदु है और छोटी सी वृद्धि फंक्शन f में या बिंदु P से लेकर बिंदु Q तक 𝛿𝑓 और 𝛿𝑠 द्वारा दर्शाया जाता है तोफंक्शन f में छोटी सी वृद्धि को हम 𝛿𝑓 लिख सकते हैं जोकि मूल रूप से 𝑓𝑄 − 𝑓𝑃 है और छोटा तत्व PQ मूल रूप से 𝛿𝑠 है तो 𝜕𝑓 𝜕𝑠 जब 𝛿𝑠 → 0 असल में f की औसत परिवर्तन दर है प्रति यूनिट दूरी है तो फंक्शन f दूरी के संदर्भ से सदिश 𝑎̂ की दिशा में कितना बदला रहा है कैसे बदल रहा है यह 𝜕𝑓𝜕𝑠 द्वारा दर्शाया जाता है तो हमारे पास हमेशा एक इकाई सदिश है जिसके साथ हम फंक्शन f की परिवर्तन दर ज्ञात कर रहे हैं और फंक्शन f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बिंदु P पर मूल रूप से lim 𝑄→𝑃 𝑓𝑄−𝑓𝑃 𝑃𝑄 𝑑𝑓 𝑑𝑠 है और बिंदु P पर हमारे पास 𝛿𝑠 है यह सतह तत्व 𝛿𝑠 ही बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में छोटा तत्व है तो यह वही है जो यहां हम ज्ञात कर रहे हैं तो यह मूल रूप से परिवर्तन दर है फंक्शन f की बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में प्रति यूनिट दूरी से तो यह फंक्शन f की बिंदु P पर दूरी के संदर्भ से या प्रति यूनिट दूरी से 𝑎̂ की दिशा में परिवर्तन दर को दर्शाता है तो 𝑎̂ एक इकाई सदिश है बिंदु P पर और यह 𝑑𝑓𝑑𝑠 असल में फंक्शन f की परिवर्तन दर को दर्शाता है तो यह डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भौतिक अर्थ है तो आसान शब्दों में एक बिंदु पर आपके पास एक इकाई सदिश है और आपको फंक्शन f की परिवर्तन दर इस इकाई सदिशके साथ ज्ञात करनी होगी तो आपके पास सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर बिंदु P पर एक इकाई सदिश है तोआपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव असल में फंक्शन 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 की बिंदु P पर दूरी के संदर्भ से परिवर्तन दर हैइकाई सदिश की दिशा में या जिस भी बिंदु पर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता कर रहे हैं और यही दिशा और डेरिवेटिव का भौतिक मतलब या भौतिक व्याख्या है अब हम जानते हैं के 𝑑𝑓𝑑𝑠 असल में फंक्शन f की दूरी के संदर्भ से परिवर्तन दर है हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे क्या हमें सच में 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 को डिफरेंटशिएट करना पड़ेगा कुछ इस तरह 𝑑𝑓𝑑𝑠 या हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करने के लिए 𝑑𝑓𝑑𝑠 को ज्ञात करना पड़ेगा या हमारे पास कोई और सूत्र है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ज्ञात करने के लिए तो यह अब हम एक छोटी प्रमेय के जरिए साबित करेंगे तोया तो हम इस चीज को ज्ञात करेंगे या यहां पर कोई और औजार है जो हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करने में मदद करेगा तो यह कुछ चीजें हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं तो आइए यहां हम एक छोटा सा सूत्र देखते हैं तो आज के लिए यही हमारा पहला सूत्र है और यह कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी अदिश क्षेत्र f का बिंदु 𝑃𝑥 𝑦 𝑧 पर इकाई सदिश 𝑎̂ की दिशा में कुछ इस प्रकार 𝑑𝑓𝑑𝑠 ∇⃗ 𝑓𝑃 𝑎̂ द्वारा दर्शाया जाता है तो हमें फंक्शन का ग्रेडियंट बिंदु चेहरे पर ज्ञात करना होगा तो मैं यहां पर P रखता हूं और यह मूल रूप से बताता है कि फंक्शन का ग्रेडियंट बिंदु P पर ज्ञात करना होगा गुना इकाई सदिश 𝑎̂ तोइसका मतलब बजाय 𝑑𝑓𝑑𝑠 को ज्ञात करने के हम मात्र यह सूत्र ही उपयोग करेंगे किसी फंक्शन f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बिंदु P पर a की दिशा में ∇⃗ 𝑓 द्वारा दर्शाया जाता है बिंदु P पर डॉट प्रोडक्ट 𝑎̂

तो यह एक छोटा सा नतीजा है और और अब हम यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि यह 𝑑𝑓 𝑑𝑠 ∇⃗ 𝑓𝑃 𝑎̂ कैसे होता है तोसबूत या समाधान तोमान लीजिए 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 क्षेत्र R में एक अदिश क्षेत्र है और मान लीजिए 𝑃𝑥 𝑦 𝑧 एक बिंदु है क्षेत्र R में तो 𝑃𝑥 𝑦 𝑧 R से संबंध रखता है तो मैं 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗⃗ या बिंदु P के स्थान सदिश को 𝑥𝑖̂ 𝑦𝑗̂ 𝑧𝑘̂ के बराबर लिख सकता हूं अब अगर S P की दूरी तय बिंदु A से दर्शाता है 𝑎̂ की दिशा में फिर 𝛿𝑥 P पर एक छोटा तत्व दर्शाता है 𝑎̂ की दिशा में और इसलिए 𝑑𝑟𝑑𝑠 बिंदु P पर इस दिशा में एक इकाई सदिश है जोकि 𝑑𝑟𝑑𝑠 𝑎̂ है तो हम यहां पर मान रहे हैं P की दूरी एक तय बिंदु A से 𝑎̂ की दिशा में तो 𝑎̂ की दिशा में हम मान लेते हैं एक मन माना बिंदु A और S दूरी दर्शाता है और फिर इस दिशा में 𝛿𝑥 बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में एक छोटा तत्व या छोटी वृद्धि को दर्शाता है तोअगर हम सतह के साथ साथ चलें और P से मान लीजिए Q तक या P से 𝑎̂ तक तो फिर यह छोटी वृद्धि मूल रूप से हमारा 𝛿𝑥 है और बेशक 𝑎̂ की दिशा में तो इसलिए मूल रूप से 𝑑𝑟𝑑𝑠 𝑟⃗ की परिवर्तन दर दूरी के संदर्भ से एक इकाई सदिश है 𝑎̂ की दिशा में तो मूल रूप से 𝑑𝑟𝑑𝑠 एक इकाई सदिशunit vector है बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में

तो अब हमारा ∇⃗ 𝑓 𝑎̂ यह क्या है

तो यह असल में 𝑎̂ है तोयह असल में 𝑎1 𝑎2 𝑎3 लिखे जा सकते हैं

तो इसका मतलब अगर मैं 𝑎̂ को कुछ ऐसे लिखता हूं तो 𝑎̂ के अवयव 𝑎1 𝑎2 𝑎3होंगे

तो मैं इनका मान यहां भर रहा हूं

तो जैसे कि dz और 𝜕𝑧 छोटे तत्व है

अब हम जानते है 𝑑𝑓 𝑑𝑠 बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव है तोयह डायरेक्शनल डेरिवेटिव की व्याख्या का भौतिक मतलब है तोयह हमारा एक बिंदु P पर 𝑎̂ की दिशा में फंक्शन f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव है तो हमारे पास क्या है हमारे पास है 𝑑𝑓𝑑𝑠 ∇⃗ 𝑓𝑃 𝑎̂ और अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ज्ञात करना चाहते हैं फिर हमें फंक्शन f का ग्रेडियंट बिंदु P पर ज्ञात करना होगा यह बहुत ही जरूरी है गुना इकाई सदिश 𝑎̂ तो यह डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ज्ञात करने के लिए बहुत ही जरूरी सूत्र है तो एक बिंदु P पर एक इकाई सदिश 𝑎̂ की दिशा में अदिश क्षेत्र का डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ इस तरह से दिया गया है और डिफरेंशियल कैलकुलस से कुछ बुनियादी नतीजे मानते हुए और ना सिर्फ मानते हुए पर उन नतीजों को डिफरेंशियल कैलकुलस से इस्तेमाल करते हुए हम साबित कर पाएंगे के डायरेक्शनल डेरिवेटिव 𝑑𝑓 𝑑𝑠 ∇⃗ 𝑓𝑃 𝑎̂ और यह वही है जो हमारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बराबर है तो अब हम अगला विषय करने से पहले कुछ उदाहरणों पर काम करेंगे तोआइए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं हम समतल सतह की कुछ उदाहरण पर काम करेंगे तो पिछले कक्षा में हमने समतल सतह से शुरुआत की थी और आज की कक्षा में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव से शुरुआत करेंगे तो हम इन दोनों विषयों पर कुछ उदाहरणनो को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो पहली उदाहरण है इस समतल सतह पर 𝑥 2𝑦 2𝑥𝑧 4 इस दिए हुए बिंदु 𝑃2 −23 पर यूनिट नॉर्मल सदिश पता कीजिए तो हमारी दी हुई समतल सतह है 𝑥 2𝑦 2𝑥𝑧 4 और हमें दिए गए बिंदु पर यूनिट परपेंडिकुलर सदिशज्ञात करना होगा तोमान लीजिए यहां इस बिंदु 𝑃2 −23 पर हम P रख रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले जैसे कि समतल सतह के नतीजों से हम जानते ही हैं के f का ग्रेडियंट समतल सतह पर नॉर्मल होता है तो इसका मतलब है यूनिट नॉर्मल पता करो तो हमें दी हुई सतह पर नॉर्मल पता करना होगा और फिर इसे परिमाण से विभाजित करने पर हमें यूनिट नॉर्मल ज्ञात हो जाएगा तो वह दो स्टेपसमझ आ गए होंगे तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट की गणना करनी होगी तो यह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑥 2𝑦 2𝑥𝑧 − 4 समतल सतह की समीकरण है और हम जानते हैं कि यह ∇⃗ 𝑓 सतह f पर परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है फिर सबसे पहले हम ∇⃗ 𝑓 ज्ञात करेंगे जो के ∇⃗ 𝑥 2𝑦 2𝑥𝑧 − 4 यह होगा तो इसे ज्ञात करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा

और अब∇⃗ 𝑓 दिए गए बिंदु P पर और P है 2 −23 तो अगर मैं इसका मान भरू तो यह 22 −2 23𝑖̂ 2 2 𝑗̂ 22𝑘̂ बन जाएगा तो अंततः यह कुछ ऐसा होगा −2𝑖̂ 4𝑗̂ 4𝑘̂ और इसलिए यह ∇⃗ 𝑓 है तो यह ∇⃗ 𝑓 या −2𝑖̂ 4𝑗̂ 4𝑘̂ नॉर्मल है या सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 पर परपेंडिकुलर सतह पर नॉर्मल या परपेंडिकुलर है पर हमें यूनिट नॉर्मल पता करना होगा या इस पर इकाई सदिश जो इस पर परपेंडिकुलर है उसे पता करना होगा तोयूनिट नॉरमल पता करने के लिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं −2𝑖̂4𝑗̂4 𝑘̂ √41616 −2𝑖̂4𝑗̂4𝑘̂ 2√10

तो अंततः यह कुछ ऐसा होगा −2𝑖̂ 4𝑗̂ 4𝑘̂ और फिर यह ऐसा बन जाएगा 32 40 तो हम लिख सकते है के 2 √10 सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर यूनिट नॉर्मल है या परपेंडिकुलर इकाई सदिश है और मूल रूप से 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑥 2𝑦 2𝑥𝑧 4 है तो वह c का मान 4 है तो यही हमें चाहिए था यह वजन है तो यह 16 16 32 4 36 है तो इसे कुछ ऐसा होना पड़ेगा −2𝑖̂4𝑗̂4𝑘̂ √41616 −2𝑖̂4𝑗̂4𝑘̂ 6 तो यह वही यूनिट नॉर्मल है जो इस सतह पर𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 परपेंडिकुलर है और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास समतल सतह की एक समीकरण आ गई है और यह हमारी उदाहरण थी और इस उदाहरण में हमारे पास समतल सतह का प्रश्न था तो हम इस समतल सतह को कुछ इस तरह से लिखेंगे 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 और फिर हमें ग्रेडिएंट ज्ञात करना होगा क्योंकि ग्रेडियंट ही वह सदिश है जो इस सतह पर 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर परपेंडिकुलर है और फिर हम बिंदु P पर ग्रेडिएंट ज्ञात करेंगे और फिर इसे इसके परिमाण से विभाजित कर देंगे और यह हमें यूनिट नॉर्मल बताएगा या यूनिट सदिश जो इस सतह पर 𝑥 2𝑦 2𝑥𝑧 4 दिए गए बिंदु 2 −23 पर परपेंडिकुलर है आपको यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि क्या यह बिंदु सतह पर मौजूद है भी या नहीं क्योंकि हम यह गणना तो कभी भी कर सकते हैं परंतु उससे पहले यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यह बिंदु वहां मौजूद है भी या नहीं तो अगर मैं इसका मान वहां भर देता हूं तो यह होगा 4 तो यह बेशक 2 2 −2 223 −8 12 4 है और यह बेशक समतल सतह पर मौजूद है तो इससे पहले कि आप कुछ और ज्ञात करें आपको यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि बिंदु P समतल सतह पर मौजूद है या नहीं तो इस प्रश्न में यह समतल सतह पर मौजूद नहीं है और इसलिए f का ग्रेडिएंट असल में सतह पर दिए गए बिंदु P पर नॉर्मल है और अगर आप इसे इसके परिमाण से विभाजित करते हैं तो यह हमारा यूनिट नॉर्मल होगा तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं ∇⃗ 𝑓 तो आज हमने एक ऐसी उदाहरण देखा जो कि समतल सतह और यूनिट नॉरमल से प्रभावित है अब अगली कक्षा में हम समतल सतह और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के उदाहरण को ही जारी रखेंगे ताकि यह विषय आपको पूरी तरह से समझ आ सके